यह पाठ्यक्रम विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर है और कोई भी पाठ्यक्रम कूलॉम के नियम से शुरू होता है तो हम इस व्याख्यान के साथ शुरु करते हैं हम दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों के लिए कूलॉम के नियम के साथ शुरु करने जा रहे हैं फिर हम यह देखेंगे कि इसकी पुष्टि कैसे की जा सकती है कि यह वास्तव में सच है प्रायोगिक सत्यापन तीसरा फिर हम दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों के लिए कुछ उदाहरण हल करेंगे और अंत में इस व्याख्यान में हम एक बिंदु आवेश और आवेश वितरण के बीच लगने वाले बल के बारे में बात करेंगे यह इस व्याख्यान का कार्यक्रम है और आज जो हम पढ़ते हैं उसके आधार पर मैं आपको एक अभिहस्तांकन भी दूंगा जहां आप इन अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए तीन या चार सवालों को हल करते हैं तो कूलॉम का नियम यह कहता है कि यदि दो आवेश बिंदु हैं आइए अभी हम उन्हें बिंदु आवेश लेते हैं तो एक आवेश q1 है और दूसरा आवेश q2 है जिनके बीच की दूरी r है और भविष्य के लिए क्योंकि मैं एक संकेतन भी विकसित करने जा रहा हूं हम इसे r12 के रूप में लिखते हैं जो आवेश 1 और आवेश 2 के बीच की दूरी इंगित करता है फिर उनके बीच लगने वाला बल निश्चित रूप से बल का परिमाण आप अपने यांत्रिकी के पाठ्यक्रम से जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है उनके बीच लगने वाले बल का परिमाण बराबर होगा और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम q 1 और q 2 के लिए किन मात्रकों का चयन करते हैं अंततः यह SI मात्रक है जिनके साथ हम कार्य करते हैं तो मैं इसे SI मात्रक के संदर्भ में लिखने जा रहा हूं यह 4 pi Epsilon 0 q 1 q 2 over r 1 2 square होगा जहां पर Epsilon 0 को निर्वात की पारगम्यता के रूप में जाना जाता है इसका अर्थ है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना किया जाता है तो यहां इस वर्ग के कारण F14π0q1q2r122 यदि यहां पर वर्ग हैतो बल चार गुने कम हो जाएगा लेकिन मैंने अभी बताया की बल एक ऐसी राशि नहीं है जो केवल परिमाण के रूप में होती है इसकी दिशा भी होती है बल की दिशा के बारे में क्या है अब आपने अपनी पिछली कक्षाओं में सीखा है कि यदि q1 और q2 समान चिन्ह के हैं तो लगने वाला बल प्रतिकर्षी है इसका अर्थ यह है कि बल उस ही रेखा की ओर होगा जो रेखा आवेशों को जोड़ती है और वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और परिमाण समान होगा दूसरी ओर यदि वे विपरीत चिन्ह के हैं तो मुझे यहां पर विपरीत लिखने दीजिए यदि वे विपरीत चिन्हों पर हैं तो बल आकर्षक होगा इसका जो अर्थ है वह यह है कि उस स्थिति में बल इस दिशा में एक दूसरे की ओर होगा इसलिए मुझे आशा है कि यह बात स्पष्ट है लेकिन मुझे इस चित्र को चित्रित करके फिर से स्पष्ट करने दीजिए मैं r12 दूरी द्वारा अलग किए गए दो आवेशों q1 और q2 को अंकित करता हूं और यदि आवेश समान हैं तो यह समान के लिए है मैं समान आवेशों के लिए नारंगी रंग का उपयोग करूंगा तो बल प्रतिकर्षी है दूसरी ओर यदि आवेश विपरीत चिन्ह् के हैं तो बल आकर्षक होने वाला है हम इन सब को सदिश अंकन में कैसे लिख सकते हैं यह इसको लिखने का बहुत आसान तरीका है मैं बल को लिखने जा रहा हूं F114π0q1q2r122r12 अब मैं पूरी बात लिखूंगा बल एक सदिश है जिसका परिमाण 1 over 4 pi Epsilon 0 q1 q 2 over r1 2 square है अब यदि मैं मैं इसे सदिश नोटेशन में लिखने जा रहा हूं तो मुझे 1 पर लगने वाले बल या 2 पर लगने वाले बल को निरूपित करना होगा आइए हम 1 पर लगने वाले बल को लिखते हैं जिसे यहां मैं इस सबस्क्रिप्ट 1 द्वारा निरूपित करता हूं यह इकाई सदिश r12 की दिशा में होगा यहां पर यह हैट इकाई सदिश को दर्शाता है अब आप देखेंगे कि केवल r12 सदिश लिखने से यह 1 से 2 तक जाता है तो यह r है जो 1 से 2 तक होगा इकाई सदिश का परिमाण 1होगा साथ ही वह r12 की दिशा में होगा यदि मैं इस तरह से लिखता हूं तब आप ध्यान दें कि 1 पर लगने वाला बल r12 की विपरीत दिशा में होता है तो मुझे बाहर यहां ऋण का चिन्ह रखना होगा जिसे मैं वैसे ही 1 over 4 pi Epsilon 0 q1 q2 over r12 square r 2 1 के बराबर लिख सकता हूं जहां r21 एक इकाई सदिश है जो 2 से 1 तक है r21 इकाई सदिश होना चाहिए आप ध्यान दें कि यह एक बार में ही सब चिन्ह दिशा और सब कुछ को संभाल लेता है F1 14π0q1q2r122r21 यदि बल यदि आवेश समान हैं तो q1 और q2 यह यहाँ सकारात्मक होगा और इसलिए चिन्ह सही दिशा देता है दूसरी ओर यदि q1 और q2 विपरीत हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है तो आइए हम इसे दोहराते हैं मैं दो आवेशों q1 और q2 को लेता हूं और सबको सदिश नोटेशन में लिखता हूं तो मुझे 1 से 2 तक सदिश को r12 के रूप में लिखने दीजिए 2 से 1 तक सदिश को r21 के रूप में मैं इस परिपाटी का संपूर्णता से अनुसरण करता हूं फिर उचित दिशा में 1 पर लगने वाले बल को 1 over 4 pi Epsilon 0 q1 q2 over r12 square के रूप में लिखा जा सकता है r12 square r21 square times r 1 to 2 इकाई सदिश के समान है F114π0q1q2r122r12 और इसी तरह 2 पर लगने वाले बल को 1 over 4 pi Epsilon 0 q1 q2 over r12 square रूप में लिखा जा सकता है जो कि r21 square r from 1 to 2 इकाई सदिश के समान है यह प्रतिकर्षण आकर्षण सब कुछ देता है क्योंकि अब हम दिशा का ध्यान रख रहे हैं तो यह कूलॉम का नियम है यह बल के परिमाण के साथ साथ दिशा भी देता है F2 14π0q1q2r122r12 हम इसे प्रयोगात्मक रूप से कैसे जांचें क्या कूलॉम ने बिंदु आवेशों के साथ प्रयोग किया था क्या ऐसे बिंदु आवेश उपलब्ध हैं जिनके साथ आप प्रयोग कर सकते हैं उत्तर है नहीं आप याद आप याद कीजिए कि इसी तरह का एक और नियम है एक चला जाता है और वह गुरुत्वाकर्षण का नियम है और वह क्या कहता हैवह कहता है कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल F आइए कहते हैं कि द्रव्यमान m 1 और m 2 हैं और यह r 1 2 सदिश है तो 1 पर F minus G m1 m2 over r12 square बराबर होगा r 1 से 2 तक इकाई सदिश होगा यह हमेशा प्रतिकर्षी होता है गुरुत्वाकर्षण में हमारे पास द्रव्यमान होता है चिह्न नहीं होता है लेकिन नियम का रूप समान होता है जिस तरह से हम दो बहुत बड़े द्रव्यमानों को लेकर इस नियम की जांच कर सकते हैं और उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का पता लगा सकते हैं F1 Gm1m2r122r21 तो बल इस दिशा में है यह हमेशा आकर्षक होता है जो कर सकते हैं वह यह है कि इन द्रव्यमानों को ठोस द्रव्यमानों को ले सकते हैं और उनके बीच लगने वाले बल को माप सकते हैं हम बाद में देखेंगे कि इस बल को ऐसे लिखा जा सकता है जैसे कि दोनों द्रव्यमान अपने केंद्र बिंदुओं पर केंद्रित हैं तो दो पूरी तरह से गोलाकार द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल का परिमाण G m1 m2 over r12 square के बराबर होगा जहां r12 उनके केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी है और निश्चित रूप से दिशाएं आकर्षक हैं इसलिए यह वाला F Gm1m2r122r12 क्या हम कूलॉम के नियम की जांच करने के लिए इसी तरह का कुछ कर सकते हैं आइए उसे देखते हैं इसलिए अगर मैं कूलॉम के नियम को देखना चाहता हूं तो मैं दो बहुत बड़े द्रव्यमान लेता हूं और धातु के गोलों को आवेशित करना सबसे आसान हैं और आवेश रखते हैं आइए हम कहते हैं कि मैं धनात्मक आवेश को यहां रखता हूं क्योंकि ये गोले अलग थलग हैं ये आवेश समान रूप से वितरित होंगे यदि ये दोनों गोले एक दूसरे से दूर हैं तो जरूर उन पर आवेशों को हटाया जा सकता है क्योंकि इस तरह से ही हम इनको आवेशित करते हैं जब हम इनको आवेशित करते हैं उन पर आवेश आ जाते हैं हालाँकि क्योंकि यह आवेश गतिशील हैं जब आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो यह स्थिति नहीं होती है ये आवेश गतिशील होंगे और उन पर अधिक और अधिक आवेश लगेंगे क्योंकि वे और अधिक प्रतिकर्षित होते हैं फिर एक दूसरे के पास आते हैं तो यहां पर आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं इसलिए उनमें से बहुत से आवेशित गोले के पीछे के भाग की तरफ जाएंगे और सामने कम आवेश होंगे अंतिम चित्र के साथ यह की यदि में दो आवेशों को आवेशित गोलो को लेता हूं तो आवेश यहां अधिक केंद्रित होंगे और यहां कम पीछे के भाग में अधिक केंद्रित होंगे और सामने कम होंगे परिणामस्वरूप वास्तव में मैं सोच नहीं सकता कि उनके बीच के अलगाव की दूरी इन आवेशों के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी है और मुझे नहीं पता कि यह वितरण क्या है यदि मुझे नहीं पता कि यह वितरण क्या है तो मैं कैसे पता करूंगा कि आवेश कितनी दूरी पर हैं इसलिए दो आवेशित गोलों को एक दूसरे के पास लाकर और उन पर लगने वाले बल का पता लगाकर कूलॉम के नियम की जांच नहीं की जा सकती है दूसरा रास्ता बहुत जरूरी है इस से बाहर का रास्ता वह है जो आप दिखा सकते हैं यदि कोई बल 1 over r square पर निर्भर है जिसे हम कूलॉम का नियम मान रहे हैं फिर एक गोले पर है फिर यदि मैं एक गोले को लेता हूं कहिए धातु का गोला और उस पर आवेशों को रखता हूं तो सभी आवेश सतह पर आ जाएंगे इसका परिणाम यह होगा कि आवेशित धातु के गोले के भीतर कोई आवेश नहीं होगा तो मैं पुनः बताता हूं कि यदि कोई बल 1 over r square पर निर्भर है या अगर आवेशों के बीच विद्युत बल का यह विशेष मामला 1 r square पर निर्भर है तो हम धातु के गोले पर जो भी आवेश रखते हैं सभी सतह पर आ जाएंगे तो इसकी जांच करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह वास्तव में यह है कि आप एक गोले को लेते हैं उसे आवेशित करते हैं और फिर गोले को बाहर लेते हैं और तार से जोड़ते हैं यदि इस गोले पर आवेश 0 हो जाता है तो मुझे पता है कि बल क्षेत्र 1 over r square है और यह इसी तरह से किया जाता है और इसे केवेण्डिश प्रयोग के रूप में जाना जाता है और इसकी पुष्टि हो गई है कि यह 1 over r square डिग्री है जो कि 1 over r square plus minus 10 rise to minus 17 है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह कूलॉम का नियम वास्तव में 1 over r square है तो आइए देखें कि हमने जिसकी स्थापना की है वह है कि पहला दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 1 over 4 pi Epsilon 0 q 1 q 2 over r square के बराबर है जहां r उनके बीच की दूरी है दूसरी बात यह है कि प्रायोगिक रूप से यहां सत्यापित किया है तीसरा लगने वाले बल का 1 over r square प्रारूप के कारण धातु के गोले पर अतिरिक्त आवेश सभी सतह पर आ जाएंगे